ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन को पहचानने की वास्तविक कवायद शुरू करेंगे तो यहाँ वर्तमान मॉड्यूल में हम एक ऑब्जेक्ट को समझना है यहां रूपरेखा दी गई है और हर मॉड्यूल की तरह हर स्लाइड के बाईं ओर यह दिखाई देगी तो बस जल्दी से हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हो सकती है आप निश्चित रूप से इस प्रोसेस हैं जैसे steering body engine wheels seats व अन्य तो इन ऑब्जेक्ट्स की पहचान की जाएगी अब निश्चित रूप से यह बात करनी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट्स है इसमें एक Streering है जो एक ऑब्जेक्ट नहीं है इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक Power steering है इसलिए हम कहते हैं कि Steering power द्वारा संचालित है इस तथ्य को मॉडल में डालना होगा डिजाइन में डालना होगा तो यह एक प्रॉपर्टी नहीं है अब अगर मैं कहूँ तो हम अब समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर करेंगे तो अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ये ऑब्जेक्ट होगी इस मामले में एक स्टेट बतलाते हैं

आइए हम एक अलग ऑब्जेक्ट 1700 AD से 2200 AD तक की है

तो किसी Date ऑब्जेक्ट है हम सभी जानते हैं कि June में 30 दिनों से अधिक दिन संभव नहीं है तो Date ऑब्जेक्ट है क्योंकि 2003 एक Leap वर्ष नहीं है बहुत ही दिलचस्प तरीके से कैलेंडर में जिसका हम अनुसरण करते हैं यदि हम दिनांक 12 सितंबर 1752 को खोजने की कोशिश करते हैं तो यह वास्तव में एक अमान्य तारीख होगी क्योंकि ऐसा हुआ था कि 1752 कैलेंडर में 3 से 13 सितंबर तक 11 दिन मिटा दिए गए थे तो कारण अलग अलग हो सकते हैं कुछ मामलों में एक Month में पर्याप्त संख्या में दिन नहीं होते हैं कुछ मामलों में Date एक Leap वर्ष के अनुसार होनी चाहिए कुछ मामलों में यह दुनिया भर में होने वाले तारीख कैलेंडर में एक बार का बदलाव है ये सभी इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि स्टेट क्या है तो हम इस पर थोड़ा और गौर करें यहाँ मैंने आपके लिए उदाहरण ऑब्जेक्ट्स कार्टिशियन में FirstQuadrant है इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी संभावित क्वाड्रेंट वैल्यू बन जाता है इसी प्रकार प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो सकती है तो हर मामले में जब भी आप एक ऑब्जेक्ट होंगी आइए स्टेट है तो यह विभिन्न प्रॉपर्टीज भी उपलब्ध हो जैसे इसे ऊपर और नीचे जाना है तो बस आगे और अन्वेषण के लिए आइए देखें किअगर हम इन ऑपरेशन मेथर्ड यह जाँच कर सकती है कि Elevator आगे बढ़ रही है या नहीं या यह अभी भी खड़ी है Stop के लिए दर्शाया गया है उदाहरण के लिए अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे ग्राउंड फ्लोर या फ्लोर नंबर 1 पर होना चाहिए अन्यथा निश्चित रूप से मैं ऊपर नहीं जा सकता इसलिए ऊपर जाने के लिए मुझे यह जानने की जरूरत है कि कौन सी मंजिल है निश्चित रूप से ऊपर जाने के लिए मैं एक Elevator में जाना पसंद नहीं करूँगा जहाँ दरवाजा खुला हो इसलिए मुझे यह चाहिए कि Elevator के ऊपर जाने से या यह नीचे आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया गया है इसलिए इन ऑपरेशन के पास होनी चाहिए उदाहरण के लिए इसके पास floor प्रॉपर्टी करने में मदद करेंगी तो इस के साथ स्वाभाविक रूप से Elevator की स्टेट बदलने वाली नहीं है यह तब तक वैसा ही रहेगा जब तक कि Elevator ऑपरेशनल हैं जो नियमित रूप से बदलती हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को परिभाषित कर सकता है तो यहां हम इस तरह के आरेखों के बारे में बात करेंगे बाद में हम UML के बारे में बात करेंगे लेकिन यह सिर्फ एक सैंपल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं पहले एक Floor को दर्शाता हैदूसरा Elevator की Moving स्थिति को दर्शाता है और तीसरा यह बताता है कि Door की स्थिति क्या है इसलिए अगर मैं शुरू में 1 Still Open में हूं तो यह अभी भी Open है जिसका अर्थ है कि यह ग्राउंड फ्लोर हो जाती है क्योंकि यह moving है आपकी दिशा ऊपर हो जाती है क्योंकि आप फ्लोर 1 से फ्लोर 2 तक जा रहे हैं और आपका Door बंद होना चाहिए इसलिए जब स्टेट को उचित तरीके से बदलना चाहिए जैसा कि दिखाया गया है इसी तरह जब Elevator Stop हो जाती है तो एक Stop ऑपरेशन स्वाभाविक रूप से किया गया है तो Elevator का Floor 2 हो गया होगा क्योंकि यह ऊपर जा रहा था और यह अब Still है और door भी Still Open है अब यदि आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक Open ऑपरेशन कर सकते हैं और स्टेट बदल कर 2 Still Open हो जाती हैं आप Door को खोलकर या बंद करके इन 2 के बीच स्विच कर सकते हैं या फिर आप इनमें से किसी भी स्टेट कहा जाएगा ये प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं कि किसी ऑब्जेक्ट हैं वहां भी हम सभी संभावनाओं पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि सभी संभावनाएं नहीं हो सकती हैं उदाहरण के लिए मेरे पास एक स्टेट अपने साथ रखता है इसलिए स्टेट की ओर ले जाए और हम कभी भी एक इनवैलिड स्टेट क्या हो सकता है अब इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्टेट होते हैं यह कथन बहुत ही सरल शब्दों का युगल है लेकिन यह एक बहुत ही गहरा कथन है और कृपया इसे बार बार पढ़ें इसे देखने के लिए उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करें यह कहा जा रहा है कि अगर एक सिस्टम लेगी एक स्टेट मौजूद है तो इसकी स्टेट्स है तो यह फिजिकल वर्ल्ड कर सके तो इससे याद रखने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि ऑब्जेक्ट के संदर्भ में उनके डिजाइन के संदर्भ में बात की है इसलिए यदि हम एक बहुत ही सरल कुछ सरल प्रकार के उदाहरण देखते हैं तो एक लीव मैनेजमेंट सिस्टमलेंगे तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट्स के अन्य 2 पहलुओं के बारे में बात करेंगे